हमें वायुमंडल के प्रभाव के साथ टीलटेड सरफेस पर इंसीडेंट एनर्जी निकालने की जरूरत है तो आइए हम भौतिक वास्तविक रूपरेखा रखते हैं कि कैसे कलेक्टर को रखा जाए और चित्र में आने वाले विभिन्न रेडिएशन और वायुमंडल के प्रभाव क्या है इसके लिए मुझे ग्राउंड प्रोफाइल बनाने दीजिए यहां पहाड़ी क्षेत्र और घाटी क्षेत्र होंगे और हम फ्लैट प्लेट कलेक्टर को टिल्ट एंगल पर घाटी क्षेत्र में रखते हैं और यही हमारा ग्राउंड सरफेस है अब यह हमारा ग्राउंड सरफेस है अब मुझे यहां एक फ्लैट प्लेट कलेक्टर रखने दीजिए जो की झुके हुए ढंग से रखा हुआ है इस तरह से जो होराइजन प्लेन से β एंगल बना रहा है जो की टिल्ट एंगल है तो यह एक PV फ्लैट प्लेट कलेक्टर हो सकता है अब इस PV फ्लैट प्लेट कलेक्टर पर अपना उद्देश्य इस पर गिरने वाली इंसुलेशन की मात्रा को निकालने का है और इस पर इंसिडेंट होने वाली रोजाना की एनर्जी जिसमें वायुमंडल का प्रभाव शामिल हो इसको निकालने का है अब इस तरह की एक रेखा खींचिए और मान लीजिए कि यह बाहरी वायुमंडल को दिखा रही है इसलिए हम इसे वायुमंडल की बाउंड्री कहेंगे अब हमारे पास यह इंसुलेशन वेक्टर है जो सूर्य से निकल कर फ्लैट प्लेट कलेक्टर पर पड रहा है और इसको डायरेक्ट इंसुलेशन उस वेक्टर कहते हैं और क्योंकि यह सीधे सूर्य से आ रहा है इसलिए यह डायरेक्ट इंसिडेंट रेडिएशन है जो पैनल पर गिर रही है डायरेक्ट इंसीडेंट रेडिएशन को छोड़कर कुछ और भी रेडिएशंस हैं जिसमें से एक है जिसको हम इंसुलेशन रेखा की समानांतर बनाए जो पहाड़ी क्षेत्र पर गिर रहे हैं जब यह वहां गिरती है तब वह रिफ्लेक्ट करती है और यह अनेक दिशाओं में रिफ्लेक्ट होती है और यह रिफ्लेक्टेड रेडिएशन भी फ्लैट प्लेट कलेक्टर पर पड सकती हैं और फ्लैट प्लेट कलेक्टर पर पडने वाली एनर्जी को प्रभावित करती हैं इस ग्राउंड से रिफ्लेक्ट होने वाली रेडिएशन को हम एल्बिडो कहते हैं यह शब्द ग्राउंड से रिफ्लेक्ट होने वाली रेडिएशन के लिए प्रयोग किया जाता है अब आप देख रहे हैं कि टिलडेट फ्लैट प्लेट कलेक्टर पर सीधे पढ़ने वाली रेडिएशन और यहां ग्राउंड की रिफ्लेक्शन के चलते एल्बिडो इफेक्ट है और इन सबके अलावा यहां एक और इफेक्ट जो चित्र में है वह है डिफ्यूज्ड रेडिएशन का आप देख रहे हैं कि यहां बादलों का घेरा है और जो इंसुलेशन सीधे फ्लैट प्लेट कलेक्टर की तरफ आ रही हैं और वह बिखर गई है और बादलों के चलते डिफ्यूज हो गई है इस कारण से आप देखेंगे कि बहुत सारे इंसुलेशन वेक्टर्स अलग अलग दिशाओं में फैल रही हैं और इनमें से बहुत सारे फ्लैट प्लेट कलेक्टर पर भी आ रही हैं जिनको डिफ्यूज्ड रेडिएशन कहते हैं Hat क्या है यह असल में एनर्जी जो डायरेक्ट रेडिएशन डिफ्यूज रेडिएशन और रिफ्लेक्टेड रेडिएशन जैसे एल्बिडो से मिलती है उनकी संरचना है तो इन सभी इफेक्ट्स को मिलाकर Hat कहते हैं जो टिलडेट फ्लैट प्लेट कलेक्टर पर उपलब्ध एनर्जी को दिखाता है अब यह वास्तविक स्थिति है कि हम कैसे इसका पता लगाएं यहां बहुत सारी अनिश्चितता हैं इसमें जैसे हमने पहले देखा था यह वैसा बिल्कुल भी नहीं है जिसमें हमने H0 और Hot एनर्जी इंसिडेंट निकाला था हॉरिजॉन्टल और टिल्टेड फ्लैट प्लेट कलेक्टर पर वायुमंडल के प्रभाव को लिए बिना क्योंकि यह डिटर्मनिस्टिक और आइडीअलिस्टिक है परंतु यह डिटर्मनिस्टिक नहीं है क्योंकि हमें किसी लोकेलिटी के जलवायु का पता नहीं है जिसका यह मतलब है की हमारे पास कोई सटीक मॉडल नहीं है बादलों की प्रकृति जलवाष्प की प्रकृति और अन्य गैस का प्रभाव वर्टिकल कॉलम में कलेक्टर के ऊपर बताने के लिए यह सभी ज्ञान मॉडल के रूप में उपलब्ध नहीं है और हमारे पास केवल इतिहास का ज्ञान है और हमारे पास केवल स्टैटिसटिकल डाटा है और उसके आधार पर हम एक अनुमानित मॉडल ही दे सकते हैं जो आपको अनुमानित वेल्यू देगा इन सब की और यह आपको अनुमानित एनर्जी बताएगा जो फ्लैट प्लेट कलेक्टर पर उपलब्ध होगी आइए देखें कि कैसे हमें Hat की सर्वोत्तम वेल्यू मिल सकती है आगे आने वाले चर्चाओं में अब मुझे टिल्ट फैक्टर को समझाने दीजिए टिल्ट फैक्टर वायुमंडल के प्रभाव के बिना आप देखिए कि हम पहले ही पता लगा चुके हैं कि हॉरिजॉन्टल सरफेस और टिल्ट सरफेस पर बिना वायुमंडल के प्रभाव के कितनी एनर्जी इंसिडेंट होती है अब हमें एक शब्द RD को परिभाषित करने दीजिए RD को हम डायरेक्ट रेडिएशन का टिल्ट फैक्टर कहते हैं RD को डायरेक्ट रेडिएशन का टिल्ट फैक्टर कहा जाता है जिसे हम वायुमंडल के प्रभाव के बिना रोजाना पडने वाली एनर्जी टिल्ट सरफेस पर और होरिजेंटल सरफेस पर के अनुपात RD को कहते हैं और RD बराबर होता है RD HotH0 के और हमें पता है की Hot टिल्ट सरफेस पर एनर्जी बताता है और H0 हॉरिजॉन्टल सरफेस पर अगर हम इन दोनों के इक्वेशन लिखें और कॉमन शब्द को हटा दें तो अब इक्वेशन होगी RD Cosϕ βCos𝛿 Sinωsrt ωsrt Sinϕ - β Sin 𝛿 Cosϕ Cos𝛿 Sin ωsr ωsr Sin ϕ Sin 𝛿 के बराबर अगर हम इसको थोड़ा और हल करें तो RD Cosϕ - β Cosϕ Sinωsrt ωsrt cosωsrt Sinωsr ωsrcos ωsr होगा जिसे हम टिल्ट फैक्टर कहते हैं बिना वायुमंडल के प्रभाव के अब हम एक और टिल्ट फैक्टर देखेंगे जिसमें वायुमंडल का प्रभाव शामिल होगा और हम इन दोनों में भेद करने की कोशिश करेंगे डायरेक्ट इरेडीएशन पर विचार करें यहां हम एक फ्लैट प्लेट कलेक्टर पर विचार करेंगे जो हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है इस तरह से और इंसीडेंट इरेडीएशन इसके नॉर्मल है अब हमें पता है की H0 क्या है यह इंसीडेंट एनर्जी है फ्लैट प्लेट कलेक्टर पर वायुमंडल के प्रभाव के बिना और Ha इंसीडेंट एनर्जी है फ्लैट प्लेट कलेक्टर पर वायुमंडल के प्रभाव के साथ तो जाहिर सी बात है की Ha छोटा होगा H0 से क्योंकि Ha वायुमंडल के प्रभाव से होकर आ रहा है अब हम एक शब्द KT को परिभाषित करते हैं KT को Ha और H0 के अनुपात से परिभाषित किया जाता है जहां Ha वायुमंडल के प्रभाव में फ्लैट प्लेट कलेक्टर पर इकट्ठा होने वाली एनर्जी और H0 वायुमंडल के प्रभाव के बिना फ्लैट प्लेट कलेक्टर पर इकट्ठा होने वाली एनर्जी को दर्शाती है जिसे क्लीर्निस इंडेक्स कहा जाता है यह एक बहुत ही जरूरी कारक है क्योंकि यह जलवायु की सारी अनिश्चितआएं को शामिल किए है क्योंकि यह एक अनुपात है एनर्जी का फ्लैट सरफेस पर वायुमंडल के प्रभाव के साथ और वायुमंडल के प्रभाव के बिना इसलिए यह एक तरह का अनुपात है जो सभी अनिश्चितआएं और संख्यिकीय प्रकृति की जानकारी जो किसी लोकेलिटी के जलवायु मैं है वह इसमें मौजूद है इसलिए यह एक बहुत ही जरूरी पैरामीटर जिसे हम प्रयोग करेंगे और आगे हम देखेंगे की क्लीर्निस इंडेक्स की वेल्यू को पिछले ऐतिहासिक डाटा से कैसे निकाले अभी के लिए मान लीजिए कि यह है वेरिएबल है और मान लीजिए कि यह आपको पता है अब जब आपके पास क्लीर्निस इंडेक्स है तो आप कह सकते हैं कि Ha KT H0 होगा अब Hat क्या है यह फ्लैट प्लेट सरफेस पर इंसिडेंट एनर्जी है जो वायुमंडल के प्रभाव में β टिल्ट एंगल से रखे हुए फ्लैट सरफेस पर पढ़ रहा है और हम इसको पता लगा सकते हैं Hat Ha Hot H0 से वायुमंडल का प्रभाव कट जाएगा और इसलिए यह Hat Ha Hot H0 RD के बराबर होगा जो हमने अभी निकाला था टिल्ट फैक्टर डायरेक्ट रेडिएशन का इसलिए Hat Ha RD होगा यह एक जरूरी रिलेशनशिप है अब इस रिलेशनशिप को देखिए अब हमें इसमें और विस्तार करना चाहिए जिससे कि शामिल कर सकें डिफ्यूज्ड रेडिएशन और रिफ्लेक्टेड रेडिएशन एल्बिडो इफेक्ट को परंतु याद रखिए कि यह दोनों बहुत ही अनिश्चित पैरामीटर है जो जगह जगह के हिसाब से बदलता है इसलिए हम एम्पिरिकल रिलेशनशिप का प्रयोग कर रहे हैं इसलिए हम इसको और विस्तार करेंगे जिससे कि हम इसमें डिफ्यूज और रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट्स का एम्पिरिकल रिलेशनशिप शामिल कर सकें Hat मैं जैसा आपको पता है कि Hat RDHa RDKTH0 होता है और Hat Hd 1 Cosβ 2 Haρ 1 Cosβ 2 होगा जहां Hd डिफ्यूज कंपोनेंट को दिखा रहा है β टिल्ट एंगल को दिखा रहा है हमने लिखते समय सारे एम्पिरिकल रिलेशनशिप का प्रभाव ले लिया है जैसे डायरेक्ट डिफ्यूज Hd 1 Cosβ 2 और रिफ्लेक्टेड Haρ 1 Cosβ 2 कंपोनेंट हैं रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट में देखें कि अगर β0 होगा तो 1 Cosβ 0 होगा इसका मतलब है कि रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट 0 हो जाएगा अगर आप फ्लैट प्लेट कलेक्टर लेते हैं ρ एक रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट जो क्षेत्र पर निर्भर करती है जैसे अगर यह समतल क्षेत्र है तो यहां से रिफ्लेक्शन रेडिएशन का होना बहुत कम मुमकिन है इसलिए यहां इसकी वेल्यू 01 होती है परंतु अगर वहां बहुत सारे पहाड़ हैं और कलेक्टर प्लेट वैली में रखा है तो यहां बहुत रिफ्लेक्शन होंगे पैनल पर इसलिए इसकी वेल्यू यहां 07 तक होती है तो आप देख रहे हैं की यहां बहुत सारे एम्पिरिकल रिलेशनशिप आ गए हैं परंतु आप कुछ कर भी नहीं सकते जलवायु और लोकेलिटी के अनिश्चित प्रकृति के चलते पर आपको यह ध्यान देना चाहिए कि डायरेक्ट रिफ्लेक्शन कंपोनेंट ही डोमिनेटिंग कंपोनेंट है Hat का डिफ्यूज और रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट सप्लीमेंट है डायरेक्ट कंपोनेंट के इसलिए आप डायरेक्ट कंपोनेंट को ज्यादा महत्व दें बाकी कंपोनेंट सिर्फ Hat की वेल्यू को ज्यादा एक्यूरेट बनाने के लिए प्रयोग किए गए हैं तो हम इक्वेशन Hat Hd1 Cosβ 2 Haρ 1 Cosβ 2 को थोड़ा और हल करते हैं और यह अब Hat Ha 1 HdHa HaHdHa 1 Cosβ 2 Ha 1 Cosβ 2 के बराबर होगा जहां Ha कॉमन फैक्टर है इसलिए इसको बाहर लीजिए अब इसको हम HarT लिख सकते हैं जहां rT ओवरऑल टिल्ट फैक्टर है HdHa 1 113 kT होगा यहां ध्यान दीजिए की यह क्लीर्निस इंडेक्स पर निर्भर है इसका यह मतलब है कि यह जलवायु के साथ और वायुमंडल के प्रभाव के साथ बदलता रहेगा इसलिए यहां इस रिलेशनशिप में बहुत सारी अनिश्चितता है परंतु यह PV पैनल की साइजिंग और डिज़ाइनिंग में मदद करता है इसलिए यह रिलेशनशिप फिट हैं और रिफ्लेक्शन ऑफिशिएंट ρ की वेल्यू 01 से 07 तक है जैसा आप देख चुके हैं हम एक कलेक्टर पर दैनिक इंसीडेंट एनर्जी निकालने के लिए कई चरणों से गुजरे हैं हमने इक्वेशंस बनाए हैं और हमने रिलेशनशिप को भी बनाया है और हमने एम्पिरिकल रिलेशनशिप को भी बनाया है जिससे कि हम दैनिक इंसीडेंट एनर्जी हॉरिजॉन्टल फ्लैट प्लेट कलेक्टर और टिल्टटेड फ्लैट प्लेट कलेक्टर पर वायुमंडल के प्रभाव में निकाल सके अब आपको PV पैनल की साइजिंग के लिए Hat वैल्यू की जरूरत होगी अब यह Hat पैरामीटर है जिसको हम पता करना चाहते हैं और अब सभी इक्वेशंस को जोड़े और कुछ चरणों मैं इसे बाटे जिससे हमें Hat पैरामीटर मिल सके तो पहले हम इनपुट्स से शुरुआत करें कि हमें क्या चाहिए हमें इनपुट्स जैसे लाटीट्यूड एंगल जहां लोकेलिटी है जिसके लिए आप Hat पैरामीटर निकालना चाहते हैं डे नंबर साल का दिन और β टिल्ट एंगल इससे आप H0 निकाल लेंगे जैसा हमने देखा है हम Hot भी निकाल सकते हैं क्योंकि हमें β टिल्ट एंगल पता है और हमें KT भी निकालना है क्योंकि यह बहुत जरूरी है जब आपको वायुमंडल का प्रभाव लेना हो और यह KT लाटीट्यूड डे नंबर और जगह की जलवायु पर निर्भर है तो यह एक प्रकार का आंकड़ा है जो आपको सभी आँकड़ों का इतिहास देगा जो वातावरण के संबंध में स्थान के सभी सांख्यिकीय इतिहास पर आधारित है इसलिए इसे तैयार किया जाना है हमें इस पर चर्चा करने की आवश्यकता है लेकिन अब इस बात पर विचार करें कि KT का अनुमान लगाया जा सकता है और यह लाटीट्यूड और डे नंबर का फंक्शन होता है यह लाटीट्यूड और डे नंबर और जल वाष्प का फंक्शन भी हो सकता है लेकिन मैं बाद में चर्चा करुंगा लेकिन अब हम कहते हैं कि KT को इन इनपुट वैल्यू से अनुमान लगाने की आवश्यकता है अगला RD का पता लगाना है जो डायरेक्ट रेडिएशन के टिल्ट फैक्टर को दिखाता है जो Hot H0 के बराबर होता है फिर rT का अनुमान लगाएँ जो टिल्ट फैक्टर डायरेक्ट डिफ्यूज्ड और रिफ्लेक्टेड रेडिएशन के प्रभाव को भी दर्शाता है और फिर अंत में आप Hat के वेल्यू की गणना करते हैं जो कि Hat rT KT H0 द्वारा दिया जाता है यह हमने पहले ही देखा था जब हमने इस पर चर्चा की थी और हमें इसकी गणना करने की आवश्यकता थी और इसकी वेल्यू kWhm2day होगी और यही आप PV पैनल साइजिंग के लिए प्रयोग करेंगे लेकिन इससे पहले हमें एक महत्वपूर्ण काम करने की ज़रूरत है की आप KT को कैसे निकालेंगे हम जानते हैं कि H0RDrT को निकालने का तरीका फिर यह एकमात्र ऐसा पैरामीटर है जिसकी हमने चर्चा नहीं की है यह क्लीयरेंस इंडेक्स और कैसे खोजा जाता है यह एक सांख्यिकीय घटना है और यह क्लीयरेंस इंडेक्स फैक्टर किसी विशेष इलाके की संपूर्ण जलवायु को समाहित करता है जिसे हम जल्द ही देखेंगे